तो आपका फिर से स्वागत है अब तक इस पाठ्यक्रम में हम वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं जैसे कि आपको याद है कि हमने मूल वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन प्रवाह के साथ शुरू किया था हमने पारटिश्निंग फ्लोर प्लानिंग प्लेसमेंट राउटिंग और इसी तरह की आवश्यक प्रक्रियाओं को देखा फिर हमने उन टाइमिंग मुद्दों के बारे में बात की हमने कहा कि उच्च प्रदर्शन सर्किट में टाइमिंग मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हमने विभिन्न प्रकार के टाइमिंग एनालिसिस टाइमिंग अवेयर प्लेसमेंट टाइमिंग अवेयर राउटिंग वगैरह को देखा इसलिए इस सप्ताह में और आने वाले सप्ताह में भी हम डिजाइन के अन्य पहलुओं को देख रहे होंगे जब चिप्स तैयार किए जाते हैं आप देखते हैं कि जब आप चिप को डिजाइन कर रहे हैं तो आप सभी बुनियादी चीजों को ध्यान में रख रहे हैं जैसे कि प्रदर्शन समय और क्षेत्र और अन्य आवश्यकताओं को भी लेकिन निर्माण के दौरान कुछ दोष हो सकते हैं निर्माण के कारण डिजाइन के कारण भी दोष के कई स्रोत हो सकते हैं इसलिए इससे पहले कि आप किसी उत्पाद को बाजार में भेजे या शिप करे आपको उत्पाद को अच्छी तरह से परखने की जरूरत है तो एक निर्मित डिवाइस या एक बोर्ड का परीक्षण एक वीएलएसआई प्रणाली के समग्र डिजाइन प्रवाह के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है तो आज हमारे व्याख्यान का विषय वीएलएसआई सर्किट का परीक्षण है तो आइए पहले हम खुद को प्रेरित करने की कोशिश करें कि हमें परीक्षण की आवश्यकता क्यों है जैसा कि मैंने अभी कहा है कि डीप सबमाइक्रोन डिज़ाइन प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ निर्माण प्रक्रियाएं और अधिक जटिल होती जा रही हैं तो अब एक डिज़ाइन में जो विशेषताएं हैं वे एक साथ और करीब आ रहे हैं वे छोटे और पतले होते जा रहे हैं तो दो तारों को एक दूसरे छूने की संभावना है या बीच में बहुत पतली तार का टूटना भी काफी महत्वपूर्ण है ये सभी तथाकथित त्रुटियों या दोषों के स्रोत हैं तो ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं जो डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान धीरे धीरे आ सकती हैं इतना ही नहीं आप देखते हैं कि हम कुछ विक्रेताओं के कुछ सीएडी उपकरण का उपयोग कर रहे हैं अब यह सीएडी उपकरण स्वयं बहुत जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम में कुछ बग की संभावना हमेशा होती है इसलिए जब आप अपने एक डिज़ाइन विनिर्देश को लेआउट स्तर के विनिर्देश में बदल रहे होते हैं तो इस बदलाव के दौरान कुछ बग आ सकते हैं और निर्माण के बाद जब आप पैकेजिंग कर रहे होते हैं तब भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं गलत या अपूर्ण कनेक्शन की वजह से तो तात्पर्य यह है कि हमें प्रत्येक चिप का परीक्षण करना होगा उन्हे भेजने से पहले तो यह वही है जो मैंने पहले कहा है तो परीक्षण का मूल उद्देश्य क्या है खैर सच्चाई यह है कि हम दोष की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं यह एक चिप हो सकता है यह एक सर्किट हो सकता है जिसमें कई चिप्स होते हैं इसलिए जब मेरे पास एक ऐसी प्रणाली है जिसमे एकल चिप या चिप्स का संग्रह है हम दोषों की उपस्थिति का निर्धारण करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हम परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं यह गारंटी देने के लिए कि एक सर्किट या एक चिप किसी भी दोष से मुक्त है लेकिन यह एक गलत कथन है यह सच नहीं है क्यों क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप परीक्षण कर रहे हैं मैं परीक्षण कैसे करूँ एक सर्किट को देखते हुए आप आमतौर पर कुछ इनपुट्स लागू करते हैं आप आउटपुट का निरीक्षण करते हैं और कुछ विद्युत विशेषताओं जैसे विलंब स्विचिंग और अन्य विशेषताओं का भी परीक्षण करते हैं अब कई पर्यावरणीय विविधताएं संभव हैं जैसे कि तापमान आर्द्रता दबाव कंपन और कई सारे तो कौन गारंटी देगा कि मैं ऐसे वातावरण में परीक्षण कर रहा हूं जहां मेरा परिवेश का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है लेकिन अगर मेरा तापमान 35 डिग्री तक बढ़ जाता है तो मेरे सर्किट विफल हो सकते हैं क्योंकि कुछ ट्रांजिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं शायद विनिर्देश के अनुसार स्विचिंग नहीं हो रही है इसलिए सभी संभावित पर्यावरणीय विविधताओं और संभावनाओं के खिलाफ परीक्षण करना वास्तव में संभव नहीं है यही कारण है कि हम कहते हैं हालाँकि आप विस्तृत रूप से परीक्षण कर रहे हैं फिर भी हम कभी भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम जो उत्पाद बना रहे हैं वह किसी भी दोष से मुक्त है तो हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं सर्किट के सही काम में और एक सहायक प्रक्रिया भी है जिसे कहा जाता है सत्यापन हम आमतौर पर सर्किट और उपकरणों के सही काम में हमारे आत्मविश्वास को बेहतर बनाने के लिए परीक्षण के साथ साथ सत्यापन का उपयोग करते हैं लेकिन सत्यापन और परीक्षण के बहुत अलग उद्देश्य हैं आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि ये क्या हैं इसलिए यहां हम सत्यापन प्रवाह और परीक्षण प्रवाह के बीच अंतर देखते हैं सत्यापन मूल रूप से डिजाइन की शुद्धता की गारंटी देने की कोशिश करता है डिजाइन का मतलब है कि हमने अभी तक सर्किट नहीं बनाया है तो हमारा डिज़ाइन या तो बहुत उच्च स्तर के विवरण के रूप में उपलब्ध है जैसे कि वेरीलोग या वीएचडीएल में या यह किसी प्रकार के नेटलिस्ट रजिस्टर ट्रांसफर लेवल या गेट लेवल नेटलिस्ट के रूप में उपलब्ध है इसलिए हम यह सत्यापित करना चाहते हैं कि उस लेवल पर उपलब्ध डिज़ाइन हमारे इच्छित विनिर्देश के अनुरूप है या नहीं और यह केवल एक बार किया जाता है क्योंकि हम डिज़ाइन का मूल्यांकन कर रहे हैं चिप्स का नहीं इसलिए यह वास्तविक निर्माण शुरू होने से पहले एक बार किया जाता है और क्योंकि हम डिजाइन की शुद्धता का आकलन कर रहे हैं यह प्रक्रिया डिजाइन की गुणवत्ता का आश्वासन देती है और आमतौर पर फोर्मल थियोरम प्रूवन टेकनीक विभिन्न फोर्मल मेथडस सैट आधारित टेकनीक और सिमुलेशन आधारित टेकनीक का उपयोग सत्यापन करने के लिए किया जाता है अब इसके विपरीत परीक्षण की प्रक्रिया यह निर्मित चिप्स या सर्किट की शुद्धता की गारंटी देने की कोशिश करता है अब देखिए मैंने यहां दो चरणों में अंतर किया है मैंने सत्यापन की गारंटी का उल्लेख किया है और यहां मैंने कहा कि परीक्षण गारंटी की कोशिश करता है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा है कि परीक्षण का उपयोग करके आप कभी भी दोष या असफलताओं से मुक्त 100 प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकते लेकिन सत्यापन एक औपचारिक प्रक्रिया है यह कुछ प्रकार का प्रमाण है जो हमने गणितीय रूप से दिया है चाहे आपका डिजाइन सही हो या नहीं स्वाभाविक रूप से परीक्षण जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि आपको प्रत्येक डिवाइस पर प्रदर्शन करना होगा क्योंकि प्रत्येक और हर डिवाइस दोषपूर्ण हो सकता है और परीक्षण करके आप उन उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं जिन्हें आप बाजार में बेच रहे हैं परीक्षण के दौरान दो चरण शामिल होते हैं एक एक बार किया जाता है इसे टेस्ट जनरेशन कहा जाता है टेस्ट जनरेशन का अर्थ है एक सर्किट दिया गया हैं मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि सर्किट में मुझे कौन कौन से इनपुट देने चाहिए ताकि मैं इसे जिस तरह से चाहूं परीक्षण कर सकू इसे टेस्ट जनरेशन कहते हैं अब किसी दिए गए सर्किट के लिए टेस्ट जनरेशन केवल एक बार किया जाता है लेकिन प्रत्येक चिप के लिए आपको वास्तव में उन टेस्ट वैक्टर को लागू करना होगा इसे टेस्ट एप्लिकेशन कहा जाता है टेस्ट एप्लिकेशन हर डिवाइस के लिए एक बार किया जाता है तो अब हम इस मुद्दे पर गौर करते हैं कि वास्तव में आप परीक्षण कब करते हैं जब हम चिप्स का निर्माण करते हैं तो हम परीक्षण करते हैं या हम परीक्षण करते हैं जब हमने चिप्स को पहले से ही एक बोर्ड पर रखा है बोर्ड सिस्टम में है और पूरा सिस्टम तैयार है हम उस स्तर पर परीक्षण करना चाहते हैं तो यहाँ निहितार्थ हैं इसलिए हम वास्तव में विभिन्न स्तरों पर परीक्षण कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप इसे चिप स्तर पर कर सकते हैं जबकि चिप्स निर्मित हो रहे हैं तो आप अगले उच्च स्तर पर अर्थात् बोर्ड स्तर पर भी परीक्षण कर सकते हैं जहाँ इनमें से कई चिप्स को एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर एकीकृत किया गया है और तीसरा एक उच्च स्तर पर जब आप एक सिस्टम का निर्माण कर रहे होते हैं तो सिस्टम में कई ऐसे बोर्ड होंगे इसलिए जब सिस्टम बनाने के लिए इन सभी बोर्ड को एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो आप उस स्तर पर भी परीक्षण कर सकते हैं अब एक प्रयोगसिद्ध नियम है इसे कभी कभी 10 का नियम भी कहा जाता है यह मोटे तौर पर कहता है कि यदि आप जल्दी से गलती का पता लगाने में सक्षम हैं तो यह परीक्षण की समग्र लागत को कम कर देगा और यह प्रयोगसिद्ध नियम कहता है कि डिवाइस का परीक्षण करना 10 गुना अधिक महंगा है जैसे ही हम अगले उच्च स्तर पर जाते हैं उदाहरण के लिए चिप स्तर से बोर्ड स्तर बोर्ड स्तर से सिस्टम स्तर जैसे उदाहरण के लिए जब आपने एक चिप का निर्माण किया है यदि आप मुझे वह देते हैं तो मैं इस चिप का अच्छी तरह से परीक्षण करना चाहता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इन इनपुट को चिप पर लागू करे और देखें कि क्या ये आउटपुट आ रहे हैं इसलिए मैं आपको चिप के परीक्षण के लिए कुछ प्रक्रिया बता सकता हूं लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक बोर्ड है जहां 10 ऐसे चिप्स पहले से ही सोल्डर हैं और आप अचानक मुझसे पूछते हैं कि यह बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फॉल्टक्या है अब यह फॉल्ट इन 10 चिप्स में से किसी एक में हो सकता है इसलिए फॉल्ट की पहचान करना और उसका निदान करना अधिक कठिन है फॉल्ट कहाँ स्थित है और फॉल्ट लाइन क्या है इसलिए यदि आप उच्च स्तर के कई ऐसे बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो परीक्षण और दोष निदान की समस्या और भी अधिक है इसलिए कभी कभी निर्माताओं में से कई ऐसे होते हैं जब उन्हें किसी बोर्ड में कुछ फॉल्ट लगता है वे बस बोर्ड को एक नए बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं यह पता लगाने कि बजाए कि फॉल्ट कहां है क्योंकि इसमें शामिल लागत समय और प्रयास के संदर्भ में बहुत अधिक है तो हम दोष के स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने कहा कि दोष निर्माण प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों के कारण हो सकते हैं जैसे हम वास्तव में सिलिकॉन की सतह पर कुछ आयताकार पैटर्न गढ़ते हैं तो ऐसे आयताकार पैटर्न में से कुछ गायब हो सकते हैं इसे मिसिंग कांटेक्ट विंडो कहा जाता है दुर्घटनावश कुछ प्रसार और पॉलीसिलिकॉन परतें ओवरलैप हो सकती हैं जो कि पेरासिटिक ट्रांजिस्टर को बढ़ावा दे सकती हैं उन सामग्रियों में दोष हो सकते हैं जिन पर चिप्स या परतें गढ़ी जा रही हैं सब्सट्रेट सिलिकॉन सब्सट्रेट की तरह सतह पर कुछ दरारें या खामियां या कुछ धूल के कण हो सकते हैं जिससे परतों में कुछ खामियां हो सकती हैं जो इसके ऊपर गढ़े गए हैं अब आप याद कर सकते हैं कि आपके द्वारा निर्मित विशेषताओं की ज्यामिति धूल के सबसे छोटे धब्बों के आकार के साथ बहुत अधिक तुलनीय है इसलिए निर्माण के दौरान धूल रहित वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं जो लंबे समय तक उपयोग के कारण दिखाई दे सकती हैं जिसे एजिंग कहा जाता है कुछ डाइलेक्ट्रिक्स टूट सकते हैं यह एक प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन कहा जाता है और अंत में दोष तब हो सकता है जब आप एक प्लास्टिक पैकेज के अंदर एक छोटी चिप लगा रहे हों और चिप के पिन को पैकेज के पिन से जोड़ रहे हो तो संपर्कों में कुछ खामियां हो सकती हैं उन्हें जोड़ने के लिए तारों का उपयोग किया जाता है तो दोष के इतने सारे स्रोत हो सकते हैं मोटे तौर पर इस आरेख से पता चलता है कि हम किस प्रकार से दोषों को वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे उच्चतम स्तर में दोषों को स्थायी या गैर स्थायी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और दूसरी ओर सामान्य गैर स्थायी दोषों को क्षणिक या आंतरायिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो चलो देखते हैं कि ये क्या विशेषताएं हैं स्थायी दोष वे स्थायी हैं इसका मतलब है कि वे सर्किट या एक चिप के व्यवहार को इस तरह से बदलते हैं जो समय पर निर्भर नहीं होता है जो स्थायी है यह डिज़ाइन त्रुटियों के कारण हो सकता है हो सकता है कि आपका निर्माण सही हो लेकिन आपके डिज़ाइन गलत थे क्योंकि कुछ गलत कनेक्शन और इसी तरह से इस प्रकार के दोषों का पता लगाना बहुत आसान है क्योंकि जब आप परीक्षण कर रहे होते हैं तो यह गारंटी दी जाती है कि इस तरह के दोष मौजूद होंगे क्योंकि यह स्थायी है लेकिन इसके विपरीत गैर स्थायी दोष हर समय दिखाई नहीं देते हैं वे अनियमित रूप से होते हैं वे अप्रत्याशित समय पर दिखाई देते हैं और जब वे दिखते हैं तो वे अप्रत्याशित अवधि के लिए मौजूद रहेंगे तो आप देखते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि जब आप एक चिप का परीक्षण कर रहे हैं तो इस तरह की गैर स्थायी गलती दिखाई देगी हो सकता है कि परीक्षण समाप्त होने के ठीक बाद आप घोषणा करते है कि चिप अच्छा है और फिर इनमें कुछ दोष दिखाई देते हैं तो इन दोषों का पता लगाना अपेक्षाकृत अधिक कठिन है और इस तरह के दोषों के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग नामक एक पद्धति है जो काफी लोकप्रिय है अब ऑनलाइन टेस्टिंग क्या है यहां हम कुछ प्रकार के कोड का उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ सिर्फ एक सर्किट के आउटपुट को देखकर है मैं कह सकता हूं कि क्या इस सर्किट का आउटपुट वैध है या आउटपुट अमान्य है एक उदाहरण की तरह मैं यह कह सकता हूं कि आउटपुट में एक की संख्या हमेशा विषम होगी इसी तरह मैं अपने सर्किट को डिजाइन करता हूं इसलिए अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे लगता है कि कुछ आउटपुट सम संख्या वाले भी आ रहे हैं तो मैं तुरंत घोषणा कर सकता हूं कि कहीं न कहीं कोई गलती है इसलिए यह जाँच मैं हार्डवेयर का उपयोग कर सामान्य सर्किट ऑपरेशन के दौरान लगातार कर रहा हूं इसीलिए इसे ऑनलाइन टेस्टिंग कहा जाता है अब गैर स्थायी दोषों के तहत क्षणिक दोष कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होते हैं जो कभी कभी होते हैं कभी कभी वे नहीं होते हैं जैसे कि आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहां बहुत अधिक आवेशित कण होते हैं दबाव कंपन तापमान में भिन्नता हो सकती है जैसे एक उदाहरण यह है जब भी हम कुछ कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हैं एक विमान में या एक उपग्रह में या किसी प्रकार की अंतरिक्ष मशीन में और इसी तरह तो आप जानते हैं कि आज के कंप्यूटर सिस्टम में हम मेमोरी सिस्टम मेमोरी यूनिट का उपयोग करते हैं जिसे डायनेमिक रैम कहा जाता है इसलिए एक डायनामिक मेमोरी में हम सूचनाओं को एक फ्लिप फ्लॉप के रूप में संग्रहीत नहीं करते हैं जैसा कि एक स्टेटिक्स स्टोरेज डिवाइस में होता है बल्कि चार्ज के रूप में एक छोटे केपेसिटर पर संग्रहीत करते है अब यदि इस तरह की चिप बाहरी चार्ज कणों के संपर्क में है तो विकिरण जैसे अल्फा कण तो ये कण चिप की सतह को भेद सकते हैं वे चिप के अंदर जा सकते हैं वे कैपेसिटर से टकरा सकते हैं और चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है तो कुछ बिट जो 1 के रूप में संग्रहीत किया गया था 0 हो सकता है इन्हें कभी कभी सॉफ्ट एरर भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी हार्डवेयर डैमेज या दोष के कारण नहीं होते हैं बल्कि एक अस्थायी स्थिति के कारण जैसे कुछ अल्फा रेडिएशन या अल्फ़ा कण के टकराने की वजह से लेकिन कुछ समय बाद ये बाहर निकल जाएंगे और सर्किट फिर से सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा इसके विपरीत आंतरायिक दोष ये गैर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होते हैं जैसे लूज कनेक्शन समय बहुत महत्वपूर्ण है कभी कभी यह मिलता है कभी कभी यह नहीं मिलता है समय के साथ ट्रांजिस्टर प्रतिरोधों के पैरामीटर मूल्यों में परिवर्तन होता है तो इस तरह के दोषों का पता लगाना बहुत मुश्किल है इसका पता लगाने के लिए बार बार परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है इसलिए हमने अपने बाद की चर्चाओं में जिस तरह के दोषों के बारे में बात की थी हम मान लेंगे कि वे प्रकृति में स्थायी हैं गैर स्थायी दोषों को संभालने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन फॉल्ट टेस्टिंग किया जाता है जो इस पाठ्यक्रम में हमारी चर्चा के दायरे से थोड़ा परे है तो एक और मुद्दा है फॉल्ट एनुमरेशन जिसके बारे में बात करते हैं जैसे कि क्या हम संभावित फिजिकल डिफेक्ट की संख्या की गणना कर सकते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि वे बहुत अधिक हैं मैं कह सकता हूं कि एक प्रतिरोध का मूल्य बदल रहा है प्रतिरोध को 100ओम माना जाता है यह बदल गया है लेकिन यह केवल एक ही दोष नहीं है मैं कह सकता हूं कि 100ओम 101ओम बन गया हैं 100ओम 10011ओम 100111ओम बन गया है इसलिए ऐसे भिन्न रूप हैं जो दोषों के संदर्भ में संभव हैं हम वास्तव में ऐसे दोषों की कुल संख्या की गणना नहीं कर सकते हैं जो हुए हैं ये फिजिकल डिफेक्ट हैं तो अब सवाल उठता है कि यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि दोषों की संख्या असीम रूप से बड़ी हो सकती है तो हम कैसे आंकते हैं कि हम जो परीक्षण करते हैं वह अच्छा है या बुरा क्योंकि वैसे भी हम सभी संभावित दोषों का ठीक से पता नहीं कर सकते हैं इसलिए हम आम तौर पर क्या करते हैं कि हम इन फिजिकल डिफेक्ट को किसी तरह से अमल में लाते हैं और लोजिकल फॉल्ट मॉडल को परिभाषित करते हैं जो कि एक प्रकार का अमूर्त है जिसे समझना और विश्लेषण करना बहुत सरल है यहां आप गिन सकते हैं कि इस फॉल्ट मॉडल के संदर्भ में कितने दोष संभव हैं फिर आप बता सकते हैं कि मेरे पास एक परीक्षण है उस परीक्षण में 90 प्रतिशत दोषों का पता लगाया जा चुका है यह यहां संभव है आप परीक्षण वैक्टर के एक सेट की गुणवत्ता जांच सकते है आप वास्तव में एक दिए गए टेस्ट वैक्टर के सेट के लिए गणना कर सकते हैं तो इनमें से कितने दोषों का परीक्षण किया जा रहा है अब कुछ शब्दावली यहां परिभाषित की गई हैं पहला है जिसे फॉल्ट कवरेज कहा जाता है यह टेस्ट वैक्टर के सेट की गुणवत्ता निर्धारित करता है यह प्रतिशत या अंश के रूप में परिभाषित किया गया है लोजिकल फॉल्ट की कुल संख्या के जो किसी दिए गए टेस्ट सेट का उपयोग करके परीक्षण किया जा सकता है मतलब कि टेस्ट वैक्टर का सेट तो इसे अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है ज्ञात दोषों की संख्या दोषों की कुल संख्या से विभाजित तो यदि आप इसे एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसे 100 से गुणा करें एक और शब्द है डिफेक्ट लेवल जिसका उपयोग कभी कभी उपयोग किया जाता है यह बताता हैं भेजे गये भागों का अंश जो कि दोषपूर्ण है इसका मतलब है हम चिप्स का निर्माण कर रहे हैं हम उनका परीक्षण कर रहे हैं फिर हम उन्हें बाजार में भेज रहे हैं अब उन चिप्स का क्या अंश ख़राब हो सकता है अब इल्ड नामक एक कारक है तो यह इल्ड पर भी निर्भर करता है तो इल्ड वास्तव में आपको बताता है कि जो चिप्स गढ़े गए हैं उनमें से कौन सा अंश अच्छा है तो उनमें से 1 माइनस एफसी उन चिप्स का अंश होगा जो दोष को कवर नहीं कर रहे हैं तो यह एक ऐसा कारक है जो आपको बताता है कि चिप का अनुपात क्या है जिसमे आप गलती का पता नहीं लगा सकते हैं लेकिन आपने इसे अच्छा घोषित किया है तो अगर एफसी 1 है जिसका अर्थ है कि सभी दोषों का पता चल गया है तो आप देखें डीएल 1 होगा भेजे गये भाग का डिफेक्ट लेवल अंश जो कि दोषपूर्ण है 1 माइनस 1 0 होगा तो अगर एफसी 1 के बराबर है तो यह y की घात 0 मतलब कि 1 होगा तो यह कभी कभी भेजे गये भाग के अंश को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जो कि दोषपूर्ण हैं अब एक और बात परीक्षण एक आसान समस्या नहीं है आइए हम पहले खुद को यह बताने का प्रयास करें कि परीक्षण कठिन क्यों है हम पहले बहुत सरल दृष्टिकोण को देखते हैं हम एक कोम्बिनेश्नल सर्किट लेते हैं एन इनपुट हैं इसलिए सबसे सरल तरीके से हम ट्रूथ टेबल की पुष्टि करके सर्किट का परीक्षण कर सकते हैं ट्रूथ टेबल को सत्यापित करने का मतलब है कि हम सभी दो कि घात Nएन इनपुट लागू कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं लेकिन समस्या यह है कि आप देखते हैं कि एन का मान 25 50 100 से बढ़ता है व्यावहारिक सर्किट मे एन का मान बहुत अधिक है मैंने केवल 100 तक दिखाया है और यहां 2 की घात एन का मूल्य दिखाया गया है आप 25 के लिए देख सकते हैं यह लगभग 33 मिलियन है यह 1 × 1030 होगा एन बराबर 100 के लिए इसलिए स्पष्ट रूप से यह एन के बड़े मूल्यों के लिए संभव नहीं है क्योंकि जैसे ही एन बढ़ता है हम ट्रूथ टेबल को सत्यापित करने के इस तरह के सरल दृष्टिकोण का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसलिए यदि आप अब एक समकालिक सिक़ुएंशल सर्किट पर विचार करते हैं तो समस्या और भी कठिन है यहाँ एन इनपुट हैं एस स्टेट वेरिएबल हैं फ्लिप फ्लॉप हैं अब सिक़ुएंशल सर्किट में जब आप एक इनपुट लागू करते हैं तो हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा क्योंकि आउटपुट फ्लिप फ्लॉप की स्टेट पर निर्भर करेगा इसलिए यदि फ्लिप फ्लॉप की संख्या एस है तो 2 की घात एस संभव स्टेट हो सकते हैं इसलिए प्रत्येक 2 की घात एस संभव स्टेट के लिए आउटपुट अलग अलग हो सकता है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप किस स्टेट में हैं तभी आप इनपुट को लागू कर सकते हैं और सामान्य सिक़ुएंशल सर्किट में हमेशा फ्लिप फ्लॉप को ज्ञात स्टेट से प्रारम्भ करना इतना आसान नहीं होता है तो 2 की घात N संभावित इनपुट है जो कि 2 की घात एस संभव स्टेट से युग्मित है 2 की घात एन प्लस एस की जटिलता हो सकती है आप इसकी तुलना कॉम्बिनेशनल सर्किट से करते हैं जहाँ यह दूसरा भाग नहीं था यहाँ केवल 2 की घात ही था इसलिए सिक़ुएंशल सर्किट के स्टेट टेबल की फिर से पुष्टि करना अव्यवहारिक हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी है इसलिए हमें इस आंतरिक फ्लिप फ्लॉप की स्थिति को नियंत्रित करने और निरीक्षण करने के लिए कुछ तंत्र की आवश्यकता है इन्हें स्टेट वेरिएबल की कनट्रोलएबिलिटी और ओब्सरवएबिलिटी कहा जाता है डिजाइन फोर टेस्टेएबिलिटी नामक कुछ तकनीकें हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से इस चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है तो आंतरिक स्टेट वेरिएबल या फ्लिप फ्लॉप को आसानी से नियंत्रणीय या आसानी से देखने योग्य कैसे बनाया जाए अब हम जल्दी से देखते हैं कि इनमें से कुछ के परीक्षण की विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं जिन पर हम अपने बाद के व्याख्यानों पर चर्चा करेंगे निश्चित रूप से आपने पहले ही फॉल्ट मॉडलिंग का उल्लेख किया है क्योंकि फिजिकल डिफेक्ट की संख्या असीम रूप से बड़ी हो सकती है यहाँ हम फिजिकल डिफेक्ट का सार करते हैं और कुछ लॉजिकल फॉल्ट मॉडल को परिभाषित करते हैं ऐसा करने से हम टेस्ट जनरेशन के इस दायरे को सरल या सीमित कर सकते हैं क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि हम केवल उन दोषों का परीक्षण करना चाहते हैं जो इस फॉल्ट मॉडल से संबंधित हैं हमने अपने आप को प्रतिबंधित कर दिया है इसलिए अगला कदम दिए गए परीक्षणों को उत्पन्न करना है तो एक सर्किट दिया गया है और फॉल्ट का एक सेट एफ लोजिकल फॉल्ट मॉडल के तहत हो सकता है यहां हम टेस्ट वैक्टर के एक सेट को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस फॉल्ट सेट एफ में सभी दोषों का पता लगा सकते हैं कभी कभी हम यह जांचना चाहते हैं कि वैक्टर का एक सेट दिया गया है तो कितने दोष पाए जा रहे हैं तो एक और प्रक्रिया है जिसे फॉल्ट सिमुलेशन कहा जाता है जो वहां उपयोग किया जाता है यहां फॉल्ट का सेट दिया गया है टेस्ट वैक्टर का सेट दिया गया है हम उन दोषों को निर्धारित करते हैं जो कि दिए गए वैक्टर द्वारा परीक्षण किए जाते हैं तो हम यह भी पहचान सकते हैं कि ये दोष हैं जिनका अभी भी परीक्षण नहीं किया गया हैं यह फॉल्ट सिमुलेशन के माध्यम से किया जाता है डिजाइन फोर टेस्टेएबिलिटी जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है मूल रूप से इनमें डिज़ाइन रुल का एक सेट शामिल है जिसे डिजाइनर को पालन करना चाहिए और अब अंतिम परिणाम क्या है यदि उनका पालन किया जाता है तो हमें एक सर्किट मिलेगा जिसका परीक्षण करना आसान होगा लेकिन ऐसा करने या प्राप्त करने के लिए कुछ भी मुफ्त नहीं आता है हमें कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर पेश करने होंगे इसका मतलब है अतिरिक्त एरिया ओवरहेड और इस हार्डवेयर में से कुछ नाजुक पथ का अनुसरण करेंगे जो कि ब्लॉक को धीमा कर देगा जिसका अर्थ है थोड़ा सा प्रदर्शन गिरावट भी अब हम पह्ले से निर्मित सेल्फ टेस्ट के लिए जा सकते हैं आदर्श परिदृश्य में एक ऐसी चिप का होना बहुत ही शानदार होगा जो खुद की जांच कर सकता है और हमें बता सकता है कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं इसलिए मुझे बाहर से कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है इस सिद्धांत या दर्शन को सेल्फ टेस्ट कहा जाता है इसलिए चिप पर किसी प्रकार का टेस्ट जनरेशन और प्रतिक्रिया मूल्यांकन किया जाता है अब स्वाभाविक रूप से यह चिप यह टेस्ट जनरेशन और प्रतिक्रिया मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि उन्हें बहुत मामूली हार्डवेयर ओवरहेड के साथ लागू किया जा सके इसलिए अगर मैं कहता हूं कि मुझे चिप के अंदर अपने टेस्ट पैटर्न को स्टोर करने के लिए एक बड़ी मेमोरी की आवश्यकता है तो यह बहुत अधिक ओवरहेड हो सकता है तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो चिप खुद को अच्छी तरह से परीक्षण कर सकती है यह टेस्ट जनरेशन और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन चिप के अंदर और अतिरिक्त नियंत्रण सर्किट में होना चाहिए तो यह भी कुछ एरिया ओवरहेड होगा तो यह आरेख आपको समग्र परीक्षण सिद्धांत प्रदान करता है जैसे कि एक सर्किट दिया गया है जिसे हम परीक्षण करना चाहते हैं हमें कुछ इनपुट लागू करने हैं आउटपुट आ रहे हैं और हमें कुछ अच्छी प्रतिक्रिया के खिलाफ इस आउटपुट की तुलना करनी होगी और यह तुलना प्रयोग समाप्त होने के बाद हम यह घोषित कर सकते हैं कि सर्किट शायद अच्छा है या यह निश्चित रूप से खराब है हम 100 प्रतिशत आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते है अब यह प्रक्रिया अलग अलग चरण जो आरेख में दिखाए गए हैं यह चिप के अंदर किया जा सकता है जैसे पह्ले से ही निर्मित सेल्फ टेस्ट पैटर्न एप्लिकेशन और इस तुलना को चिप के बाहर किया जा सकता है तो कई स्तर हैं जिनमें आप पूरी बात कर सकते हैं लेकिन यह आरेख आपको समग्र चित्र देता है अब हम इसके साथ व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान मे हम फॉल्ट मॉडलिंग के कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे क्योंकि परीक्षण के अन्य पहलुओं की ओर बढ़ने से पहले यह पहला कदम है